हेलो स्टूडेंटस हम अपने रिडक्शन फार्मूला के व्याख्यायन को जारी रखेंगे और हमने जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे तो हम दो त्रिकोणमितिय फलनो के गुणन के लिए रिडक्शन फार्मूला निकालने की कोशिश कर रहे थे और हमने Imn ∫𝑠𝑖𝑛m𝑥𝑐𝑜𝑠n𝑥𝑑𝑥 तरह के इंटीग्रल से शुरू किया था मुझे लगता है उसमें कुछ छोटी सी गलती थी तो यह योग होना चाहिए और अंत में हमें रिडक्शन फार्मूला मिल जाएगा तो अब हम एक उदाहरण देखते हैं जहां हम रिडक्शन फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं तो एक और उदाहरण तो ∫𝑠𝑖𝑛4𝑥𝑐𝑜𝑠2𝑥𝑑𝑥 ज्ञात कीजिए तो हल कुछ इस प्रकार से होगा हम इसे लिख सकते हैं I42∫𝑠𝑖𝑛4𝑥𝑐𝑜𝑠2𝑥𝑑𝑥 अब I42 को sin की घात की तरह लिख सकते हैं इसे 𝑠𝑖𝑛m1𝑥 की तरह लिखा जा सकता है अतः m1 5 होगा तो वह सूत्र कहां है यहां है यह m1 होगा अतः I42sin5xcos2x62 16 𝐼40 तो यहां हमें मिलेगा sin5xcos2x616 𝐼40 अतः 𝐼40 तो आगे 𝐼40 मूलतः ∫𝑠𝑖𝑛4𝑥𝑑𝑥 है अब 𝐼40 अर्थात ∫𝑠𝑖𝑛4𝑥𝑑𝑥 जो है वह ∫𝑠𝑖𝑛n𝑥𝑑𝑥 प्रकार के सूत्र की तरह है और क्योंकि ∫𝑠𝑖𝑛n𝑥𝑑𝑥 का सूत्र ∫𝑠𝑖𝑛n 1𝑥𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥 था अतः I40∫𝑠𝑖𝑛4𝑥𝑑𝑥sin3xcosx434 I20 अतः I20 को ∫𝑠𝑖𝑛2𝑥𝑑𝑥 लिखा जा सकता है और ∫𝑠𝑖𝑛2𝑥𝑑𝑥 भी इंटीग्रल के लिए पुनः उसी रिडक्शन फार्मूला का पालन करता है तो इसे sin 2 ऋण 1 लिखा जा सकता है अतः मूलतः sinxcosx212 I00 जहां I00 और कुछ नहीं बल्कि ∫𝑠𝑖𝑛0𝑥𝑑𝑥 है और∫𝑠𝑖𝑛0𝑥𝑑𝑥 केवल x है तो अब इस पूरे को लिखा जा सकता है I42sin5xcosx61634sinxcosx2x2c तो इन सबको गुणा करनेपर आपको जो भी यहाँ से मिले तो यह2 त्रिकोणमितीय फलनो के गुणा की स्थिति मेंगणना करने का एक ओर तरीका हुआ तथा आप कोई भी घात ले सकते हें तो आप यहाँ कोई भी घात ले सकते हें जो आप चाहे यहां पर आप sin x तथा cos x कि कोई भी घात ले सकते हें तो फिर आपको बस यह वाला सूत्र लगाना है और आपको उस इंटीग्रल का हल मिल जाएगा और यह एक इस तरह का पुनरावृति सूत्र हुआ आगे हम ∫𝑡𝑎𝑛n𝑥𝑑𝑥 प्रकार का रिडक्शन फार्मूला निकालेंगे जहां n धनात्मक पूर्णांक है तो यह करने के लिए हम फिर से इस n के लिए 𝐼𝑛 लिख सकते हैं और फिर ∫𝑡𝑎𝑛n𝑥𝑑𝑥 को लिखकर मैं ∫𝑡𝑎𝑛n𝑥𝑑𝑥 को ∫𝑡𝑎𝑛n 2𝑥𝑡𝑎𝑛2𝑥𝑑𝑥 तरह तोड़ सकता हूँ और फिर आप बस 𝑡𝑎𝑛2𝑥 को 𝑠𝑒𝑐2𝑥−1 लिखे जो कि एक जाना माना त्रिकोणमितीय सूत्र है फिर हम पूर्व की भांति चलते हैं तो हम उसको 𝑠𝑒𝑐2𝑥−1 लिखते हैं जिससे अंत में आपको नीचे दिया गया पुनरावृति सूत्र मिलेगा 𝐼𝑛 ∫𝑡𝑎𝑛n𝑥𝑑𝑥 ∫𝑡𝑎𝑛n 2𝑥 𝑠𝑒𝑐2𝑥−1∫𝑡𝑎𝑛n 2𝑥𝑠𝑒𝑐2𝑥𝑑𝑥−∫𝑡𝑎𝑛n 2𝑥 𝑑𝑥 और यहां यदि मैं 𝑡𝑎𝑛𝑥𝑧 प्रतिस्थापित करूं तो ऐसी स्थिति में 𝑑𝑧𝑠𝑒𝑐2𝑥𝑑𝑥 होगा और फिर हम इंटीग्रेट करेंगे और tann 1xn 1 −𝐼𝑛−2 मिलेगा तो यह ∫𝑡𝑎𝑛n𝑥𝑑𝑥 के लिए रिडक्शन फार्मूला हुआ मेरा मतलब यह है कि आपको केवल त्रिकोणमितिय सुत्रों का इस्तेमाल करना है जो कि इतना मुश्किल भी नहीं है इसी प्रकार से यदि आपके पास डेफिनिटी इंटीग्रल है और इंटीग्रल की कोई सीमा भी है यदि यह 0π4tannxdx है तो आपको बस इसे इंटीग्रेट करना है और घात n के हिसाब से गणना करनी है तो यदि आपके पास n 4 है तो यह बन जाएगा और पुनःअगले पद में यह बन जाएगा और यदि यह विषम है तो 𝐼1 पर खत्म होगा तो यह काफी कुछ ∫𝑠𝑖𝑛n𝑥𝑑𝑥 तथा ∫𝑐𝑜𝑠n𝑥𝑑𝑥 के सूत्र के समान हे तो मैं इस सूत्र की दिशा में उदाहरण को छात्रों के लिए छोड़ता हूँ आप किसी भी किताब में देख सकते हें इसी प्रकार यदि आपके पास कोई और त्रिकोणमितीय फलन हैं उदाहरण के तौर पर आपके पास 𝐼𝑛∫𝑐𝑜𝑡𝑛𝑥𝑑𝑥 हे तो आप इस 𝑐𝑜𝑡𝑛𝑥𝑑𝑥 को 𝑐𝑜𝑡𝑛−2𝑥𝑐𝑜𝑡2𝑥𝑑𝑥 लिख सकते हें और 𝑐𝑜𝑡2𝑥 को 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐2𝑥−1 लिख सकते हें और फिर आपको पहले के जैसे ही करना होगा तो अंततः रिडक्शन फार्मूला होगा तो यह ∫𝑐𝑜𝑡𝑛𝑥𝑑x के लिए रिडक्शन फार्मूला होगा इसी प्रकार से 𝐼𝑛∫𝑠𝑒𝑐𝑛𝑥𝑑x हो सकता है यहाँ भी आप 𝑠𝑒𝑐𝑛𝑥 को 𝑠𝑒𝑐 𝑛−2𝑥𝑠𝑒𝑐2𝑥 लिखेगे और𝑠𝑒𝑐2𝑥 को 1𝑡𝑎𝑛2𝑥 और कुछ साधारण प्रतिस्थापन करेंगे जिससे प्राप्त होगा मैं यह केवल लिख रहा हूं क्योंकि यह बहुत आसानी से आ जाता है आपको केवल कुछ साधारण इंटीग्रेशन करने हैं और कुछ साधारण बीजीय संक्रिया करते हैं जिससे n 2n 1 𝐼𝑛−2 मिलेगा तो इसी प्रकार से हमें ∫𝑠𝑒𝑐𝑛𝑥𝑑𝑥 के लिए रिडक्शन फार्मूला मिलता है और इसी प्रकार से आप ∫𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐𝑛𝑥𝑑𝑥 के लिए रिडक्शन फार्मूला निकाल सकते हैं आप 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐𝑛𝑥 को 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐𝑛−2𝑥𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐2x लिखें और फिर कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र इस्तेमाल करके आपको मिलेगा यहां आपको एक स्वरूप दिख रहा होगा की ∫𝑠𝑖𝑛𝑛𝑥𝑑𝑥 तथा ∫𝑐𝑜𝑠𝑛𝑥𝑑𝑥 का समान रिडक्शन फार्मूला होता है इसी प्रकार ∫𝑡𝑎𝑛𝑛𝑥𝑑𝑥 तथा ∫𝑐𝑜𝑡𝑛𝑥𝑑𝑥 का सामान रिडक्शन फार्मूला होता है ∫𝑠𝑒𝑐𝑛𝑥𝑑𝑥 तथा ∫𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐𝑛𝑥𝑑𝑥 का सामान रिडक्शन फार्मूला होता है तो जब आपके पास 𝑠𝑒𝑐𝑛𝑥 के बजाय 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐𝑛𝑥 होता है तो हम बस secx को cosecx से प्रतिस्थापित कर देते हैं और tanx को cotx से प्रतिस्थापित कर देते हैं और इस तरह आप एक ही प्रकार के सूत्र तक पहुंचेंगे और जैसा मैं कह रहा था कि इन सूत्रों की व्युत्पत्ति मुश्किल नहीं है तो मैं कार्य छात्रों के अभ्यास के लिए छोड़ रहा हूं अब हम अगले प्रकार का रिडक्शन फार्मूला करेंगे उसके लिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं तो अगला रिडक्शन फार्मूला इस प्रकार से है तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिडक्शन फार्मूलाज के इस्तेमाल से हम पुनरावृति योजनाएं बनाते हैं जो कि हमें इंटीग्रल मे उपस्थित फलनो की बहुत जटिल घातों के साथ कार्य करने में सहायता करते हैं और आपको बस इन रिडक्शन फार्मूला मे डालकर मान ज्ञात करना होता है मेरा मतलब है कि आपको बस गणना करनी है भले यह I हो या 𝐼10 और फिर आपको शायद 𝐼8𝐼6𝐼4𝐼2 की भी गणन करनी पड़े और फिर 𝐼0 की और अंत मे आपको यह सब मन सूत्र मे रख देने हैं और यह आपको 𝐼10 का मान दे देगा उदाहरण के लिए या यदि 𝐼9𝐼7𝐼5𝐼3 की गणना करनी पड़े और अंत मे 𝐼1 की और यह आपको हल प्रदान कर देगा तो चाहे आपके पास प्रारंभ में कितना ही जटिल या मुश्किल इंटीग्रल या 2 फलनों का गुणन हो आपको केवल इन सूत्रों का प्रयोग करना है और यह आपको हल प्रदान कर देंगे तो एक तरह से रिडक्शन फार्मूला एक अच्छा छोटा रास्ता या एक अच्छा उपकरण है जो आपकी मुश्किल इंटीग्रल की गणना करने में मदद करता है आगे हमारे पास इस प्रकार का एक फलन है जिसे हम 𝐼𝑚n∫𝑐𝑜𝑠𝑚𝑥𝑠𝑖𝑛𝑛𝑥𝑑𝑥 लिखते हैं तो मैं मूलतः खण्ड्शह इंटीग्रल करूंगा और यदि मैं खण्ड्शह इंटीग्रल करता हूं तो यह होगा अब यदि आपको sin𝑛−1𝑥 का सूत्र याद है तो इस सूत्र के अनुसार sin𝑛−1𝑥 का मान 𝑠𝑖𝑛𝑛𝑥𝑐𝑜𝑠𝑥−𝑐𝑜𝑠𝑛𝑥𝑠𝑖𝑛𝑥 के बराबर होता है तो मैं इस सूत्र का प्रयोग यहां करूंगा तथा यह संपूर्ण निम्न में परिवर्तित हो जाएंगा अतः यह परिवर्तित होगा तो यह मूलतः हमारा 𝐼𝑚𝑛 तथा यह एक मूलतः 𝐼𝑚−1n−1 है तो मैं इसे लिख सकता हूं अब यदि मैं 𝐼𝑚𝑛 को बाएं हाथ की ओर ले लेता हूं तथा यदि मैं दोनों और को n से गुणा करता हूं तो अंततः हमारे पास होगा और यह हमारा 𝐼𝑚𝑛 के लिए चाहा गया रिडक्शन फार्मूला है तो यदि हमारे पास ∫𝑐𝑜𝑠𝑚𝑥𝑠𝑖𝑛𝑛𝑥𝑑𝑥 है तो चाहा गया रिडक्शन फार्मूला इसी प्रकार का होगा पुनः यदि m का मान आपके पास 10 है और n का मान 20 है तो आपको बस यहां यह मान रखने हैं और फिर गणना करने के बाद अंततः आप 𝐼00 या 𝐼11 या 𝐼10 पाएंगे मेरा अर्थ है कि तुलनात्मक रूप से एक आसान इंटीग्रल ज्ञात करना होगा और बस आपको उल्टे मान रखने होंगे और आपके पास सभी चीजें आ जाएंगी इसका अर्थ हुआ कि आपको सब कुछ उल्टे क्रम में रखना है और यह आपको हल दे देगा तो यह उसी प्रकार का रिडक्शन फार्मूला है इसी प्रकार 𝑐𝑜𝑠𝑚𝑥 के स्थान पर आपके पास 𝑠𝑖𝑛𝑚𝑥𝑐𝑜𝑠𝑛𝑥 हो सकता है तथा तो आप इसी प्रकार पूरी प्रक्रिया को करेंगे तथा इसके पश्चात आशा है कि अंत में आप इसी प्रकार के सूत्र को पाएंगे आगे हम और सूत्र देखेंगे तो dxx2a2nके लिए रिडक्शन फार्मूला जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है तो आगे हम क्या करेंगे हम इसे Indxx2a2n तरह लिखेंगे और मूलतः हम क्या करेंगे हम इस फलन को लिखेंगे अब हम खण्ड्शह इंटीग्रल करेंगे तो हमारा प्रथम फलन 1x2a2n है तथा द्वितीय फलन 1 है तो द्वितीय फलन का इंटीग्रेशन x होगा ऋण प्रथम फलन का अवकलन तो यह nx2a2n1xdx प्रकार का होगा तो इसे लिखा जा सकता है xx2a2n2n xx2a2n1xdx ठीक अब मैं लिख सकता हूं xx2a2n2nx2a2 a2x2a2n1dx तो यहां हमारे पास एक ऋण चिन्ह तथा बाद में यह इंटीग्रल है तो यह सब मिलकर पूरे मान को धनात्मक बना देते हैं अतः यह धनात्मक है और यदि मैं पीछे जाऊं तो यह धनात्मक होगा और इसके बाद यह ऋणात्मक हो जाएगा तो यह है xx2a2n2nx2a2x2a2n1dx 2na2dxx2a2n1 तो यह मूलतः xx2a2n2nIn 2na2In1 है अतः में लिख सकता हूं 2na2In1xx2a2nIn क्योंकि यह पूरा मान 𝐼𝑛 के बराबर है तो मैं इसे बाएं हाथ की ओर ले लेता हूं और 𝐼𝑛 को दाएं हाथ की ओर तो अंततः हमारे पास यह होगा आगे हम दोनों और 2𝑛𝑎2 का भाग दे देते हैं तथा क्योंकि हमें 𝐼𝑛 के लिए रिडक्शन फार्मूला की आवश्यकता है इसलिए मैं n के स्थान पर दोनों तरफ प्रतिस्थापित कर दूंगा जिससे हमें यह प्राप्त होगा Inx2a2x2a2n 12 12a2In 1 तो यह हमारा चाहा गया रिडक्शन फार्मूला है मैं इसे सत्यापित भी करके देख लेता हूं तो n 1 हां तो यह हमारा dxx2a2n के लिए रिडक्शन फार्मूला होगा तो इस प्रकार का एक फलन लेते हैं तो यदि आपको n का मान माना कि n10 दिया हुआ है तो आपको बस n के स्थान पर 10 को प्रतिस्थापित करना है उसके पश्चात आप 𝐼9 𝐼8 𝐼7 से लेकर 𝐼0 तक की गणना करेंगे और आप बस इन 𝐼9 𝐼8 𝐼7 से लेकर 𝐼0 तक का मान प्रतिस्थापित कर देंगे और यह आपको 𝐼10 का मान प्रदान कर देगा तो यह इस प्रकार का एक रिडक्शन फार्मूला है कुछ लोग इसे और सरल तरीके से लिखना पसंद करते हैं तो आप इसे केवल बाएं हाथ की ओर रखें और आप इसे लिख सकते हैं 2Inxx2a2n 1In 1 तो यह आपका चाहा गया रिडक्शन फार्मूला है हां 𝐼𝑛 से आगे आपके पास ऐसे फलन हो सकते हैं जिनमें बीजीय फलनो का गुणा त्रिकोणमितीय फलनो से हो तो हमारा अगला रिडक्शन फार्मूला ∫𝑥𝑛𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥 जैसों के लिए होगा तो इस फलन के लिए रिडक्शन फार्मूला ज्ञात करने के लिए मैं 𝐼𝑛∫𝑥𝑛𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥 लिखता हूं तथा यहां हमें मूलतः खण्ड्शह इंटीग्रल करना है तो हम खण्ड्शह इंटीग्रल करेंगे तो प्रथम फलन अपरिवर्तित रहेगा और दूसरे फलन का इंटीग्रेशन होगा −𝑥𝑛𝑐𝑜𝑠𝑥∫𝑛𝑥𝑛−1𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥 और इसके बाद हम इस भाग के लिए पुनः खण्ड्शह इंटीग्रल करेंगे और यदि हम इसके लिए खण्ड्शह इंटीग्रल करते हैं तो आपके पास होगा −𝑥𝑛𝑐𝑜𝑠𝑥n𝑥𝑛−1sin𝑥−∫n−1𝑥𝑛−2sinx𝑑𝑥 −𝑥𝑛𝑐𝑜𝑠𝑥n𝑥𝑛−1sin𝑥−nn−1∫𝑥𝑛−2sinx𝑑𝑥 तो यह हमारा 𝐼𝑛−2 है

तो यह हमारा 𝐼𝑛 प्रकार के लिए चाहा गया रिडक्शन फार्मूला है आपके पास 0π2xnsinxdx प्रकार का इंटीग्रल हो सकता है उदाहरण के लिए मानते हैं कि आपके पास 0π2xnsinxdx इंटीग्रल है तो यह मूलतः ∫𝑥𝑛−1𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑x बचेगा तो यदि मैं वहां प्रतिस्थापन करता हूं तो 𝐼𝑛 ऋण तो वहां पर कोई dx नहीं होना चाहिए अब यदि मैं वहां प्रतिस्थापन करता हूं तो वहां पर कोई dx नहीं होना चाहिए अब यदि मैं x0 प्रतिस्थापित करता हूं तो cos0 1 है तथा यदि मैं 𝑥𝜋2 प्रतिस्थापित करता हूं तो 𝑐𝑜𝑠𝜋2 0 है तो cos0 1 है परंतु x0 है तो प्रथम अर्थात 0 पर यह शून्य हो जाता है और 𝜋2 पर 𝑐𝑜𝑠𝜋2 0 है अतः यहां पर भी यह सिद्ध हो जाता है और इसलिए जहां तक इसकी बात है 𝜋2 पर यह 𝜋2 n−1 रहेगा तो यह होगा तथा x0 पर sin शून्य हो जाता है तो x0 पर इसका कोई पद विद्यमान नहीं है तथा यह n𝑛−1𝐼𝑛−2 हो जाएगा तो यह एक धनात्मक है और मैं इस पूरे को बाएं हाथ की ओर ले जा सकता हूं तो मूलतः यह इंटीग्रल 0π2xnsinxdx के लिए रिडक्शन फार्मूला का हल है तो इस तरह से हम इस आगम सूत्र को प्रयोग में लेते हैं आपके पास यदि n के स्थान पर n50 हे तो आपको केवल 𝐼48 𝐼46 आदि की गणना करनी होगी और उसके बाद केवल इन्हें पुनः सूत्र में रखना होगा और यह आपको आपका हल प्रदान कर देगा तो sinx की जगह आपके पास कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो तथा आपको किसी प्रकार से कोई तरीका खोजना है इस त्रिकोणमितीय भाग को 𝐼𝑛−2 लिखने का ताकि आपके पास 𝐼𝑛−2 या 𝐼𝑛−1 प्रकार का सूत्र आ जाए और इसके बाद हम इस तरह का एक सुंदर निरूपण ज्ञात कर ले तो यह पूरी तरह से त्रिकोणमितीय फलनों के साथ खेलने जैसा है और कुछ सूत्रों का प्रयोग करना होगा और आप रिडक्शन फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं अतः यह इतना कठिन नहीं है और जहां तक उदाहरणों की बात है इस डेफिनिटी इंटीग्रल मे केवल इंटीग्रेशन की सीमाओं को प्रतिस्थापित कर दें और इसके बाद आप केवल गणना या इस तरह के बीजीय सूत्रों का प्रयोग करें और जहां तक इन आगम सूत्रों की बात है तो इन के अंत में आप एक अचर लिख दे या फिर यह स्वतः समझने लायक है कि यहां एक अचर होगा जब आप गणना कर रहे हैं माना कि n10 के लिए जब आप 𝐼0 या 𝐼2 ज्ञात करते हैं तो अंततः एक अचर आ जाता है तो यह पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप एक अचर लिखते हैं या नहीं क्योंकि यदि आप यहां एक अचर लिखते हैं तथा अंत में जब आप 𝐼0 या 𝐼2 ज्ञात करते हैं तो आपके पास एक और अचर आ जाएगा एक अचर दूसरे अचर में जोड़कर एक नया अचर बना देता है तो हम इसे c लिखने को प्राथमिकता देते हैं तो यह पूरी तरह से आपके ऊपर है आप c लिखना चाहते हैं या नहीं यह स्वतः समझ में आ जाता है कि यहां पर c है तो आज का हमारा व्याख्यान हम यहीं समाप्त करेंगे और अगले व्याख्यान में मैं एक या दो और रिडक्शन फार्मूला निकालने की कोशिश करुगा और इसके पश्चात हम अनंत समाकल की जाएं और आपके गृह कार्य में मैं रिडक्शन फार्मूला से जुड़े कुछ प्रश्न संलग्न करूंगा ताकि आप सिद्धांतों को और अच्छे से समझ पाएं तो मैं आशा करता हूं कि यह व्याख्यान आपके लिए लाभप्रद रहा होगा और मुझे अगले व्याख्यान की प्रतीक्षा है